नमस्ते दोस्तों इस सत्र में हम "वार्तालाप" के बारे में बात करने जा रहे हैं पिछले विषय में जो हमने लिया है वह बोलने के कौशल और बातचीत पर स्पष्ट रूप से था यह एक अधिक समग्र संदर्भ है जिसके भीतर बोलना एक उपसमुच्चय है और सुनना अन्य उपसेट है और संपूर्ण इंटरैक्शन प्रक्रिया एक ऐसी चीज है जिसे हम बातचीत करते समय ध्यान मे रखेंगे हम महोल का नॉनवर्बल कम्युनिकेशन और कई अन्य चीजों को भी ध्यान में रख रहे हैं इसलिए हम जो करना चाहते हैं वह उन विभिन्न चीजों को रेखांकित करने से शुरू होता है जिन्हें हम एक साथ करने जा रहे हैं तो श्रृंखला की गतिविधियों के बारे में बात करते हुए कम से कम 3 अलग अलग गतिविधियां हैं जो मैं किसी तरह से डिजाइन करने की कोशिश करूंगा जिसे मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं हम मौनसाइलेंस Silence के बारे मे कुछ बात करेंगे मौन उन वार्तालापों के संदर्भ में प्रासंगिक है जो रोज़ होती हैं वास्तव में जब मैं साइलेंसके बारे में बात करता हूं तो मैं आपको दिलचस्प ग्राफ दिखाऊंगा जो लंबे समय पहले मेरे एक छात्र ने मेरे साथ साझा किया था और वह भी शायद हमें उस तरीके से अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा जैसे हम मनाते हैं हम बातचीत में शामिल प्रक्रियाओं के विवरण के बारे में बात करेंगे हम विभिन्न प्रकार के मुखौटे के बारे में बात करेंगे जो हम पहनते हैं जब हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं और फिर पूरी बात का सारांश करेंगे तो अब हम पहली गतिविधि की कल्पना करते हैं अब आप देखते हैं कि हम ऐसी स्थिति में हैं जहाँ मैं वास्तव में आपके साथ एक गतिविधि नहीं कर पाऊँगा मैं निश्चित रूप सेआपके साथ एक लिंक साझा करूँगा और मैं उन्हें चर्चा मंच पर निश्चित रूप से साझा करूंगा जहां आप देख सकते हैं कि जब हम इस तरह की गतिविधि पर विचार करते हैं तो लोग कैसे समझ लेते हैं जब दो लोग बैक टू बैक खड़े होते हैं तो बहुत अजीब होता है जब आपको एहसास हो कि आप बस घूमते ही एक दूसरे को देख सकते हैं आपके पीछे मुड़ने और देखने की प्रवृत्ति बहुत मजबूत है मैंने अपने छात्रों के साथ ऐसा पाया है लेकिन विचार यह है कि जब आप ऐसा करते हैं आप अचानक महसूस करते हैं कि आप अपने हाथों का उपयोग कर रहे हैं तो आप अपने चेहरे के भावों का उपयोग कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति वास्तव में ऐसा नहीं कर पा रहा है तो मूल रूप से इसका क्या अर्थ है कि आप चारों ओर घूमते हैं और आप अपने दोस्त को देखते हैं और आप बातचीत करना शुरू करते हैं आप फिर से एक ही बात कहते हैं और आप पाते हैं कि बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध है इसलिए हम अचानक महसूस करते हैं कि बातचीत केवल उस पाठ के बारे में नहीं है जिसे आप संवाद कर रहे हैं या वह आवाज़ जिसका आप उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हम पहले ही बोलने के कौशल के बारे में बात कर चुके हैं हमने आवाज़ के बारे में बात की है और हम जानते हैं कि वे प्रासंगिक हैं लेकिन आपको अचानक एहसास होता है कि जब आप चारों ओर घूमते हैं और आप बोलते हैं तो चेहरे के भाव और शरीर और उसके इशारों जैसे अन्य चैनलों के माध्यम से बहुत अधिक जानकारी होती है और जब ऐसा होता है तो संचार का पूरा तरीका भी बदलना पड़ता है इसलिए यहां एक दिलचस्प मुद्दा है जो हमें ध्यान में रखना है एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में हमें संवेदनशीलता विकसित करने की आवश्यकता है यह आप कल्पना करते है कि आप किसी से फोन पर बात कर रहे हैं कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो वहां मौजूद नहीं है संभवत आपको अपनी भाषा अथवा अपने हाव भाव पर ज़्यादा काम करना होगा हैं क्योंकि बहुत सारी जानकारी गायब है कि क्या आपका मुस्कुरा रहे हैं उस दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चल पा रहा है की आप क्या कर रहे है क्या आप वास्तव में दूसरे व्यक्ति की बात अच्छे से सुन रहे हैं की नहीं क्योंकि आंखों का संदर्भ संभव नहीं है अब यह ऐसी चीजें हैं जो फोन पर जानना असंभव है जब तक कि ये आपके शब्दों या संचार के माध्यम से या भाषण के माध्यम से व्यक्त न हो आप अपनी आवाज़ में उत्साह ला रहे हैं अपनी आवाज़ में उदासी ला रहे हैं अब ये भावनाएं जो आम तौर पर अन्य दो गैर मौखिक मोड के माध्यम से बहुत आसानी से परिलक्षित होती हैं चेहरे के भाव हावभाव और मुद्राएं संयुक्त है जो कि गायब है तो यह कुछ ऐसा है जिसे आप आज़मा सकते हैं मैं निश्चित रूप से यह सलाह दूंगा कि आप इसे अपने एक मित्र के साथ करें और बस यह जान लें कि आपको कैसा अनुभव है आपको कैसा अनुभव हुवा यह पहली गतिविधि है जो मैं आपको सुझाऊंगा दूसरा मुद्दा सुन्ना है अब बातचीत में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बोलना और सुनना संयुक्त हैं और आप दो लोगों को बातचीत करने के लिए कहते हैं एक बोलता है और दूसरा ऐसा जताता है जैसे वह नहीं सुन रहा है या उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा है अब हमने इसके बारे में पहले के सत्रों में बात की थी और यह एक प्रत्यक्ष अनुभव है यदि आप यह अभिनय कर रहे हैं तो आप अचानक महसूस करेंगे कि जब दूसरा व्यक्ति आपकी बात नहीं सुन रहा है तो अभिनय करना कितना बुरा लगता है इसलिए आपके द्वारा पहले साझा की गई चीजों में से एक ऐसी चीज है जिसे आप वास्तव में यहां अनुभव कर सकते हैं अब अगली बार जब आप इसे करते हैं तो आप देखते हैं कि वह व्यक्ति आपको सुन रहा है अब यह दूसरी गतिविधि हमें 2 अलग अलग तरीकों से मदद करने जा रही है एक यह है कि वास्तव में वास्तविक अंतर महसूस होता है लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि वे कौन से उपकरण हैं जो संचार करने के लिए उपयोग कर रहे हैं यह जानने के लिए हो रहा है की दूसरा व्यक्ति रूचि ले रहा है या नहीं और जब आप भूमिका निभा रहे हों जैसे कि आप सुनने के लिए इच्छुक हों तो इस बात का आकलन करने की कोशिश करें कि वे कौन से उपकरण हैं जिनका उपयोग आप संवाद करने के लिए कर रहे हैं अथवा अपनी रूचि दिखाने के लिए कर रहे हैं अब यह आपको एक अंतर्दृष्टि देगा कि आप वास्तव में अपने शरीर की समग्रता अपनी आंख के संपर्क आवाज शरीर की भाषा मुस्कुराहट चेहरे के भावों का उपयोग कैसे कर रहे हैं और यह आपके ध्यान के स्तर को संप्रेषित करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है तो आपको याद है कि पहले की कक्षाओं में हमने आँखों का संपर्क बनाए रखने पर ध्यान देने की बात की थी चौकस रहें लेकिन वास्तव में आप कैसे चौकस हो रहे हैं यह आपके अंदर गहराई तक हो सकता है लेकिन क्या दूसरा व्यक्ति यह जानने में सक्षम है कि आप चौकस हैं अब यह बहुत महत्वपूर्ण है और ये गतिविधियाँ आपको इसका एहसास कराने में सक्षम होंगी तो यह उसक रणनीति पक्ष है तीसरा वह स्थान है जहाँ सुनने वाला भाग सक्रिय रूप से लगा हुआ है हमने इसे तीसरे सत्र में किया है जब हमने सुनने की बात की थी तो एक जटिल संदेश को संप्रेषित करने के लिए 2 लोगों से पूछें पहला व्यक्ति बोलता है दूसरा व्यक्ति उसे पैराफ्रीज़ करता है इसका कितना प्रसारण किया गया है क्योंकि आप देखते हैं कि जब संदेश का कंटेंट लोड ब ढ़ता है तो उसे याद रखने की क्षमता कम हो जाती है हम इसे कितना याद रखने में सक्षम हैं और कौन से घटक याद रखने में सक्षम हैं क्योंकि हमारा जीवन वार्तालापों से भरा हुआ है और हम एक रिकॉर्डर के साथ घूमने नहीं जाते हैं या हम हर समय नोट नहीं ले सकते तो यह कैसे है कि हम महत्वपूर्ण जानकारी को फ़िल्टर करने के लिए रणनीतिक रूप से अपने दिमाग का उपयोग करते हैं अब यहाँ अभ्यास और यह चौथी गतिविधि है दूसरी गतिविधि यहां है कि इसे बैक टू बैक करना है ताकि आपको टेलीफ़ोनिक वार्तालाप के लिए एक विचार मिले जहां अन्य सुराग गायब हैं और आपको अभी भी जानकारी को बनाए रखना है कृपया याद रखें कि याद रखना हमेशा अधिक तीव्र होता है स्मृति को मजबूत किया जाता है जब एक ही जानकारी प्रदान करने के लिए कई चैनलों का उपयोग होता है इसलिए जब एक ही जानकारी में आपके द्वारा बोले जा रहे कई चैनल होते हैं तो आप एक विशेष स्थान पर खड़े होते हैं आपके आस पास एक विशेष गंध या ध्वनि होती है ये सभी चीजें स्मृति को ट्रिगर करती हैं तो मेमोरी अधिक समृद्ध हो जाती है और याद रखना आसान होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से फोन पर बातचीत कर रहे होते हैं जो नहीं होता है इसलिए आपको संभवतः नई रणनीतियों को विकसित करना होगा हम यह लगाएंगे कि आप उन रणनीतियों का क्या उपयोग कर रहे हैं जो मज़ेदार होंगी तो यह रोमांचक होगा जब आप यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आप इस समस्याओं पर बातचीत करने का प्रयास कैसे कर रहे हैं मौन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है खामोशी के बिना सब चीजें एक साथ मिल जाएँगी चीजें एक साथ जुड़ जाएंगी और हम उनके बारे में समझ नहीं बना पाएंगे इसलिए इस अर्थ में मौन महत्वपूर्ण है मौन भी अंतरिक्ष का प्रतीक है मौन भी कभी कभी समझ का प्रतीक है और आप देखते हैं कि हालांकि मैं इन कहानियों के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा कई बौद्ध कहानियां हैं जो बुद्ध की चुप्पी के बारे में हैं और फिर भी निश्चित तरीके से संवाद करती हैं उदाहरण के लिए तीर की कहानी वह है जहाँ हमें बताया जाता है कि जब बुद्ध से प्रश्न पूछा गया था कि जीवन का अर्थ क्या है हम मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं क्या वहाँ स्वर्ग है क्या वहाँ कोई नरक है इन सभी सवालों पर वह चुप्पी साधे रहते थे और हमारे पास एक कहानी है कि वह चुप क्यों रहें और प्रभु पूछते हैं यदि कोई आपके शरीर में कोई तीर डालता है तो आप क्या करेंगे क्या आप तीर निकालने की चेष्टा करेंगे या आप यह पूछेंगे की तीर किस दिशा से आया है क्या तीर में 3 या 5 आंकड़े हैं क्या इसके पास एक धातु का सिर है यह सीधा है या यह धनुषाकार है आप ये सवाल नहीं पूछेंगे जीवन दुखों से भरा है हमारे पास बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं और हमारा प्राथमिक उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन को कठिनाइयों से और कष्टों से कैसे निकालें बजाय यह पूछने के कि क्या मृत्यु के बाद एक और जीवन है संभवतः जीवन के दुख से हमें तुरंत संबंध है इसलिए इस परिस्थिति में हमारे पास मौन बड़े काम आता हैं इसलिए इस विशेष संदर्भ में मैं मौन रहने की बात लाया हूं आपको यह महसूस करना है कि बातचीत मे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मौन संवाद करने का प्रबंधन करता है मौन किसी विशेष चीज के बारे में एक निश्चित डिग्री या महत्व का निर्माण करता है और आप कई रणनीतिक तरीकों से मौन का उपयोग कर सकते हैं उनमें से एक था जिस तरह से बुद्ध ने एक निश्चित अवधि के लिए मौन का उपयोग किया ताकि लोगों को जंगल से निकाला जा सके और फिर एक विराम के बाद एक प्रतिक्रिया के रूप में एक दृष्टांत दिया जा सके अपने मामले को और अधिक सार्थक बनाने के लिए अधिक शक्तिशाली तरीके से मौन का उपयोग करें इसलिए यह उन चीजों में से एक है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से मौन का उपयोग करने जा रहे हैं लेकिन यह हमेशा आपके द्वारा उपयोग किया जा सकता है आपकी बातचीत में बहुत ही सार्थक तरीके से शामिल हो सकता है बेशक चुप्पी बहुत बार यह कहने का एक तरीका है कि आप कुछ नाराज़ हैं लेकिन अच्छी तरह से यह एकमात्र तरीका नहीं है चुप्पी समझने का तरीका है जैसा कि हम सुनने के कौशल के संदर्भ में महसूस करते हैं लेकिन अन्य कल्पनाशील तरीकों के बारे में सोचें जो चुप्पी का इस्तेमाल कर सकते हैं और जब आप मंच पर चर्चा करते हैं तो इसे हमारे साथ साझा करें अब दूसरी बात जो मैं करना चाहूंगा वह एक दृष्टांत के रूप में है जब हम वास्तव में आश्वस्त होते हैं तब मौन या मौन की कमी की संभावना होती है इसलिए जैसा कि मैंने आपको कुछ समय पहले मेरे एक छात्र के बारेमे बताया था जो मुझे 3 ग्राफ़ दिखाए और मैं आपके साथ इन 3 ग्राफ़ों को साझा करना चाहूंगा मेरा मानना है कि शुरू में वे काफी घने और जटिल दिखेंगे लेकिन किसी समय शायद आप इसका अर्थ समझ पाएंगे मेरे छात्रों में से एक द्वारा तैयार किया जा रहा है अब उसने मुझे जो बताया वह यह था कि ये 3 रेखांकन 3 विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं की किस संस्कृति में जिस तरह से मौन का उपयोग किया जाता है पहला एक अमेरिकी संस्कृति है जहां यह हिस्सा एक व्यक्ति को बोलते हुए दिखाता है और यह हिस्सा दूसरे व्यक्ति को बोलते हुए दिखाता है तो यह A है और यह B है यह एक वार्तालाप चल रहा है बीच में कोई चुप्पी नहीं है लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है जिस क्षण कोई व्यक्ति संवाद करना बंद कर देता है और अन्य व्यक्ति संवाद करना शुरू कर देता है दूसरा एक जापानी तरीके से संवाद स्थापित करने का एक उदाहरण है जहाँ आप देखते हैं कि पहला व्यक्ति यह बोलता है और दूसरा व्यक्ति एक ठहराव के बाद बोलता है और यहाँ एक मौन हिस्सा है इसलिए मौन यहां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसलिए बातचीत जारी है और यह बोलने का भारतीय तरीका है जहाँ आप पाते हैं कि दोनों लोग एक ही समय में बोल रहे हैं इसलिए बातचीत वास्तव में बातचीत नहीं है यह एक तरह का शोर है क्योंकि हर कोई एक ही समय में बोलने की कोशिश कर रहा है इसलिए विराम देने की कोई गुंजाइश नहीं है इसलिए यह देखने का एक हास्य तरीका है कि बातचीत विभिन्न संस्कृतियों में भी होती है यहां तक कि भारतीय संस्कृति में भी अलग अलग समुदाय हैं जो अलग अलग तरीकों से बातचीत करते हैं यह आपको केवल सांस्कृतिक भिन्नताओं से अवगत कराने के लिए है और मौन ठहराव की भूमिका या ठहराव की कमी इस विभिन्न संस्कृतियों में निभाती है क्योंकि जब हम बातचीत के बारे में बात कर रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज वह संस्कृति है जिसके भीतर बातचीत हो रही है अब आप देखते हैं कि वार्तालाप क्या है संभवतः यह इतना सरल प्रश्न है कि हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए इच्छुक नहीं हो सकते हैं लेकिन हम 2 लोगों या 2 से अधिक लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं और संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं जब हम बातचीत के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं अपनी बैठक के वरिष्ठ मित्र के छोटे उपाख्यानों या एपिसोड में से एक पर वापस जाता हूँ जिसके साथ मैंने लंबे समय तक काम किया था जो 8 साल की अवधि के बाद मिला अब यह एक वार्तालाप था जो शायद कुछ हद तक एक निश्चित तरीके से एक पक्षीय वार्तालाप था क्योंकि वह अपनी कुंठाओं के बारे में बात कर रहा था उसका बेटा क्या कर रहा है और चीजों की एक विस्तृत श्रृंखला के बारे में बता कर रहा है वह संभवत 20 मिनट तक बोलते रहे और मुझे इंतजार करना पड़ा और की मैं कब अपनी बात कहूं मैं उन विभिन्न चीजों का अनुसरण करने 'की कोशिश कर रहा था जिसे मैंने आपके साथ साझा की थीं लेकिन ज्यादातर मैं वहां पर श्रोता था और इसके अंत वह सोच रहा कि मुझे उसके साथ क्या साझा करना है असल में मुझे अपने कुछ छात्रों के लिए एक कार्यक्रम के प्रायोजन से संबंधित कुछ उनके साथ कुछ साझा करना था लेकिन बातचीत के अंत में हमारी बातचीत हुई और वह यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या मैं किसी विशेष सम्बन्द में आया हूँ या ऐसे ही मिलने आया हूँ जब मै अपनी बात संयोग से काही तब वह क्लिक हुया और उन्हे कोई संकोच नहीं था एक सबक जो मैंने सीखा था वह यह था कि व्यक्तिगत धीरज को साझा करने के संदर्भ में यह धीरज और एक महत्वपूर्ण बात को गैर महत्वपूर्ण तिमाही में फिर से शामिल करना क्योंकि उनकी प्रधानता इस तथ्य को दी गई थी कि हम व्यक्तिगत स्तर पर बात कर रहे थे और हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे थे जो बहुत गंभीर या गहरी चिंता का विषय था उसने शायद उसे एहसास दिलाया कि मुझे जो कुछ भी साझा करना था जो मैंने सीधे साझा नहीं किया था उसने आखिर में पूछा कि जब मैं जा रहा था तो कुछ मूल्य का भी था और इसलिए उसने इसे मूल्य की महत्वपूर्ण राशि दी तो यह एक तरह का सबक है जो मैंने वहां से सीखा है कभी कभी धीरज थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी सावधानी और समझदारी से बातचीत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सार्थक पारस्परिक संचार होने में एक लंबा रास्ता तय किया जा सकता है मैंने आपको पहले विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में बताया था अब हम उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे सुनना हम पहले से ही उस पर विस्तार से बात कर चुके हैं हम स्पष्ट रूप से उस भाषा के लिए सुन रहे हैं जिस भाषा में कोई व्यक्ति बोल रहा है हम उस शैली के लिए सुन रहे हैं उस स्वर के लिए जिसे हम पहले ही सत्र में एक महत्वपूर्ण सीमा तक उजागर कर चुके हैं साथ में अब हम बोलने की बात कर रहे हैं पहले के व्याख्यान में फिर से बोलने के संदर्भ में और साथ ही यहाँ मैंने आपको बताया है कि जिस भाषा में आप बोलते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है मेरा मतलब उस शिष्टाचार से नहीं है जिसका आप वास्तव में पालन करते हैं लेकिन जिस भाषा में मैं संवाद कर रहा हूँ वह भाषा कुछ चीजें जैसे चिंता समझ रुचि और कुछ अन्य चीजों को व्यक्त करने में सक्षम होनी चाहिए जब हमने आवाज के बारे में बात की तो हमने एक निश्चित तरीके से शैली के बारे में बात की यह माना जाता है की शैली एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्तिगत घटक है कुछ लोगों के पास बुरी शैली खराब इंटोनेशन ठहराव की कमी बहुत तेज बोलने की प्रवृति होती है अब ये कुछ चीजें हैं जो प्रभावी संचार और बातचीत में बाधा बन सकती हैं और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है आवाज का स्वर कुछ ऐसा है जिसे हमने पहले ही उजागर कर दिया है इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा लेकिन इसमें कुछ अन्य प्रक्रियाएँ शामिल हैं और यह वही है जिसे मैं थोड़ा विस्तार से बताऊँगा और जब हम बातचीत के संदर्भ में बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं तो शायद इन मुद्दों में से कुछ को उजागर करना महत्वपूर्ण है मैं आपके साथ कुछ स्लाइड्स साझा करूंगा जो आप चर्चा मंच पर देख रहे हों और जिस सामग्री को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं उसके लिंक को देखने के लिए कृपया उनकी जांच करें जो डिस्टेंस एंड टेरिटरी ऑय कांटेक्ट चेहरे की अभिव्यक्ति इशारों और मुद्राओं की इस अवधारणा के बारे में हैं अब हम नीचे से शुरू करेंगे क्योंकि नीचे वाले को समझना आसान है आपके द्वारा किये जाने वले हाव भाव विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं आप एक अभिमानी मुद्रा अपना सकते हैं आप एक विध्वंसक मुद्रा दे सकते हैं आप किसी को इंगित कर सकते हैं या आप अपने पीछे हाथ मोड़ सकते हैं और आप अपनी ठोड़ी को रगड़ सकते हैं या आप अपने सिर को खरोंच कर सकते हैं और आप सभी प्रकार की चीजें कर सकते हैं तो इशारे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं या आप तुरंत इस तरह से आपके सामने अपने हाथों को मोड़ते हैं यह सभी चीजें अंतरंगता या दूरी की भावना का संचार करने का प्रबंधन करती हैं और हम इन सबसे पहले विस्तार से काम करेंगे जब मैं आपको यह तस्वीरें दिखाऊंगा तो आप इस तस्वीर को डाउनलोड करेंगे और उन तस्वीरों को देखेंगे और इसका मतलब निकालने की कोशिश करेंगे यह निश्चित रूप से एक सर्वेक्षण के रूप में करेंगे ताकि हमें एक सामान्य प्रतिक्रिया मिल सके आम तौर पर भारतीय उन मुद्राओं के बारे में कैसा महसूस करते हैं वे क्या संवाद करते हैं यह बहुत स्पष्ट है कि चेहरे की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण रूप से संवाद करती है यह पता लगाने के लिए कि आप चेहरे के भावों को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं जब हम अलग अलग वर्ग में चेहरे के भावों का विस्तार करते हैं तो आप दिए गए लिंक पर जाएं और क्विज़ पर क्लिक करें और हर तरह के क्विज़ करें जो इशारों के बारे में है ऑय कांटेक्ट एक ऐसी चीज है जिसे पहले हाइलाइट किया गया है लेकिन अन्य दो क्षेत्रों को जोडिस्टेंस एंड टेरिटरी को हाइलाइट करने की आवश्यकता है दोस्तों आपको लगता है कि जानवरों की ही टेरिटरी होती है लेकिन टेरिटरी की अवधारणा के बारे में मनुष्य भी उतना ही संवेदनशील है और हम अपने पूरे जीवन में टेरिटरी की अवधारणा के प्रति बहुत संवेदनशील हैं और ये अवधारणाएँ सापेक्ष हैं और बदलती रहती हैं उदाहरण के लिए यदि मेरी जेब के अंदर पेन है और कोई व्यक्ति जो मुझे नहीं जानता है इस पेन को लेने की कोशिश करता है क्योंकि मेरे पास जो जेब है वह मेरा क्षेत्र है और केवल एक अंतरंग क्षेत्र तक दूसरा इंसान पहुँच सकता है यह दूसरा व्यक्ति परिवार का कोई सदस्य मेरी बेटी हो सकती है लेकिन इस क्षेत्र को किसी और को नहीं छूना चाहिए जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो हमें कुछ निश्चित स्थान की भी आवश्यकता होती है इसलिए ये जो डिस्टेंस एंड टेरिटरी एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक बहुत ही दिलचस्प अध्ययन में जो मैंने अपने छात्रों के साथ अनौपचारिक रूप से किया मैंने पाया कि जब 2 अजनबी बातचीत कर रहे हैं और अगर वे पुरुष होते हैं तो उनके बीच की दूरी लगभग 2 फीट होती है यदि 2 महिलाएं बातचीत कर रही हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं उनके बीच की दूरी कम हो जाती है महिलाएं अपने बीच थोड़ी कम दूरी के साथ काफी सहज होती हैं उनके बीच की दूरी कुछ 18 इंच से 16 इंच हो सकती है दूसरी ओर भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ में जब एक पुरुष या महिला जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं वे आम तौर पर बातचीत कर रहे हैं हम पाते हैं कि दूरी सबसे बड़ी है यह लगभग ढाई फीट या लगभग 30 इंच होती है इसलिए गैर मौखिक पहलुओं पर बातचीत के संदर्भ में बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दूरी की भावना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तब भी जब आप किसी कॉफी टेबल पर किसी के साथ बातचीत कर रहे हों इसलिए मैं आप लोगों के साथ एक सर्वेक्षण कर रहा हैं लेकिन बाद में हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ अन्य चीजें भी संबंधित हैं गैर मौखिक संचार के लिए और आप इसे बातचीत और गैर मौखिक संचार से जोड़ पाएंगे जब आप उस के विवरण में जाएंगे संदर्भ में वह वातावरण भी शामिल है जहाँ आप बात कर रहे हैं संदर्भ बहुत भिन्न हो सकता है और इस पर निर्भर करता है कि आप कहां बात कर रहे हैं कि आप एक लिफ्ट में बात कर रहे हैं आप भीड़ में बात कर रहे हैं आप एक बड़े कमरे में बात कर रहे हैं हो सकता है शब्दार्थ संदर्भ भाषा जो आप उपयोग कर रहे हैं भावनात्मक संदर्भ ये सभी बातें उस तरीके को निर्धारित करती हैं जिससे बातचीत आगे बढ़ती है और आप पाते हैं कि समान बातचीत करने वाले लोग और यदि आप इन 3 मापदंडों को ध्यानमें रखते हैं तो बातचीत अलग होगी बॉडी लैंग्वेज का उपयोग अलग होगा स्थान और क्षेत्र का उपयोग अलग होगा और प्रत्येक मामले में लेन देन होगा बहुत अलग होगा जिस कारण से मैं आपसे इस तथ्य के बारे में अवगत कराने के लिए बात कर रहा हूं वह संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है और यदि आप संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता विकसित करते हैं तो आप एक प्रकार का स्मरण करते हैं ठीक है यह मेरे लिए इस विशेष संदर्भ में काम करने वाला है और किस संदर्भ में क्या कहना है क्या नहीं कहना है कैसे मनाएं या कैसे न मनाएं ये ऐसी बातें हैं जिनसे आप अवगत हो जाएंगे संस्कृति और सम्मेलन मैंने भारत के सांस्कृतिक संदर्भ में पुरुषों और महिलाओं के बारे में बात की मैं शायद पश्चिमी संदर्भ में हूं यह सच नहीं है इसलिए संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सम्मेलन एक ऐसी चीज है जो एक संस्कृति में अंतर्निहित है यह कुछ समय के लिए एक संस्कृति के भीतर जो कुछ हो रहा है इसलिए हर कोई इसका पालन करता है अब ये चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं मै और आप अच्छे दोस्त हो सकते हैं लेकिन हो सकता है कि आप कहीं ऊँचे पद पर हों और जब मैं आपसे मिलने जाऊं तो मुझे प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और मुझे बाहर इंतजार करना पड़ सकता है मुझे इसके बारे में नाराज महसूस नहीं करना चाहिए आपको कुछ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा इसलिए विभिन्न संदर्भों में यहां तक कि अंतरंग दोस्तों को एक बैठक में अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया करना पडेगा जब वे घर वापस हो रहे है तो पीठ थपथपा रहे हैं लेकिन एक हॉल के अंदर एक बैठक के दौरान जब वे बैठक कर रहे हैं तो वे बहुत औपचारिक रूप से बात कर रहे हैं वे औपचारिक रूप से बोल रहे हैं वे एक दूसरे को औपचारिक रूप से संबोधित कर रहे हैं इसलिए इन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और हमें इनसे अवगत होने की आवश्यकता है और शक्ति संबंध भी उसी से संबंधित हो जाता है क्योंकि आप बाहर दोस्त हो सकते हैं लेकिन किसी विशेष संदर्भ में एक औपचारिक रूप से दूसरे से बेहतर होता है लेकिन शक्ति संबंध भी कुछ ऐसा है जो बातचीत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि बातचीत में आप किसी के साथ कैसे बात करने जा रहे हैं आप कैसे बातचीत करने जा रहे हैं यह शक्ति संबंध पर निर्भर करता है लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा और किया उसके बारे में जब मैंने आपसे बात की तो सुनने और बोलने के बारे में अभी भी अच्छी बात होगी जो ईमानदार है खुद भी ईमानदार रहें अपने मन में जो भी है उसके बारे में बोलने से न डरें बल्कि विनम्र बनें इसे इंगित करें यदि आप किसी ऐसी चीज से सहमत नहीं हैं जिसे आप इसे अप्रत्यक्ष तरीके से पेश करते हैं ताकि दोनों के बीच संभावित समझौते को कहने की गुंजाइश हमेशा बनी रहे अब ये ऐसे मुद्दे हैं जो बातचीत से शुरू होते हैं जो संभवत बातचीत अनुनय संघर्ष प्रबंधन जैसे अन्य क्षेत्र से जुड़े होते हैं और ये कुछ चीजें हैं जो प्रोफेसर वीएन गिरि और प्रोफेसर॰ सुआर बाद के समय में उठाएंगे लेकिन मैं आपको इस विशेष संदर्भ में उनके बारे में अवगत करा रहा हूं मास्क एक ऐसी चीज है जिस पर मैं जल्दी से अमल कर लूँगा जिस क्षण हम अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग बात करना शुरू करते हैं हम अलग अलग भूमिकाएँ निभाना शुरू करते हैं उदाहरण के लिए मैं एक ही व्यक्ति हूं लेकिन जिस तरह से मैं अपनी पत्नी के साथ बात करता हूं जिस तरह से मैं अपनी बेटी के साथ बात करता हूं जिस तरह से मैं अपने दोस्त के साथ बात करता हूं बहुत पुराना दोस्त हो सकता है बचपन का दोस्त हो सकता है मेरे मालिक के साथ जिस तरह से मैं बात करूंगा अब यह बहुत अलग होगा तो स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि आप जिस तरह की उपमा का उपयोग करते हैं जाहिर है कि यह वास्तव में एक मुखौटा नहीं है लेकिन यह कहने के लिए सिर्फ एक सादृश्य है कि या आप भूमिका निभा सकते हैं या जिसे आप इसे कहते हैं विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के साथ हम लोगों को विभिन्न तरीकों से समझाते हैं और यह जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समझने की संवेदनशीलता कि बातचीत बहुत अलग होगी हमारे बोलने के तरीके बहुत अलग होंगे विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए बहुत ही प्रासंगिक है मेरा मतलब है कि स्थिति जहां नरम कौशल बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप स्वयं आज़मा सकते हैं और आप पाते हैं कि हर बार जब आप एक अलग भूमिका निभा रहे होते हैं तो आप बहुत अलग तरीके से व्यवहार कर रहे होते हैं आप पाएंगे कि यह स्वचालित रूप से हो रहा है और आप महसूस करेंगे कि हम इन भूमिकाओं को बहुत आसानी से बदल देते हैं और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो शायद हमें भी ऐसा करने की आवश्यकता है हमें अपनी मान्यताओं और उस सभी पर पकड़ बनाने की आवश्यकता है लेकिन हमारे व्यवहार के पैटर्न हमारी भाषाओं के लिए औपचारिक या अनौपचारिक होंगे जिस तरह से हम भाषा का उपयोग करते हैं वह अलग होगा हमारी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी अब ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें इन तत्वों के प्रति कुछ हद तक संवेदनशीलता विकसित करने की आवश्यकता है इसलिए टेलीफोन एक ऐसी चीज है जो पहले से ही उजागर है और यहाँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि आपको इन बातों को अपने दिमाग में रखने की आवश्यकता है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गैर मौखिक संचार का उपयोग करते हुए कई चीजें साझा करना संभव नहीं है और मैं सिर्फ इस तथ्य पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं कि यह फोन पर संचार बोलने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है और अगर आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिसे मैंने वास्तविक जीवन में अलग अलग व्यक्तियों या आमने सामने या फोन पर की भूमिका निभाने का संकेत दिया है तो आपको पता चलेगा कि रणनीतियों में काफी अलग शुरुआत करनी होगी और अगर आप इसे आज़माते हैं तो शायद यह एक अच्छा विचार है क्योंकि यह आपको उस तरीके के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में मदद करेगा जब आप संवाद कर रहे हों तो यहाँ असाइनमेंट का दूसरा भाग है और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जब मैं चर्चा मंच पर आपके साथ इन चीजों पर चर्चा करूंगा इसके अंत में कृपया याद रखें कि मानवीय पक्ष जो कुछ भी आप कहते हैं या करते है हमें आसानी से चोट लगती है हम आसानी से अपमानित हो जाते हैं हम उपेक्षित महसूस करते हैं और मानव संचार आसान नहीं है आपको सावधान रहने की आवश्यकता है आपको संवेदनशील होने की आवश्यकता है बेहतर संचारक होने के लिए आपको समय के सभी अंकों पर इन बातों को ध्यान में रखना होगा आपका बहुत धन्यवाद